पुनः स्वागत तो हम एडवांस कंट्रोल को देख रहे थे और ब्रेक पर जाने के पहले या इस सप्ताह के कुछ वीडियो में हमने पारंपरिक एडवांस कंट्रोलर से थोड़े अलग हो सकते हैं पहले इन्हें एडवांस कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है इसलिए पारंपरिक एडवांस कंट्रोलर क्या है के रूप में थी जब तक आप जानते हैं कि लाभ का उपयोग करेंगे तो आप के उद्देश्य क्या है इस संदर्भ में हम देखेंगे कि एक प्रक्रिया के प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रोसेस मॉडल को यहां पर देखेंगे आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि ऐसे मॉडल आधारित कंट्रोलर के पीछे मुख्य कार्य सिद्धांत क्या है हम इस तरह के सिस्टम में सभी मामलों के कार्यान्वयन या परामर्श के विवरण से गुजरने में सक्षम नहीं होंगे इनमें से प्रत्येक नियंत्रक एडवांस कंट्रोलर जिन्हें हम देखने जा रहे हैं वे सभी सक्रिय अनुसंधान के क्षेत्र हैं उन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इसलिए मैं आपको केवल इन एडवांस कंट्रोलर की एक पहचान या परिचय देने जा रहा हूं ताकि यदि आप किसी भी उद्योग में इस तरह के नियंत्रकों को देख रहे हैं या आप काम कर रहे हैं तो आपको इसकी पहचान करने में सक्षम होना चाहिए और आपको पता चल जाएगा कि उस विशेष प्रणाली की प्रेरणा या मुख्य घटक क्या है इसलिए ये सभी नियंत्रक जो अब हम देखने जा रहे हैं वे सभी मॉडल आधारित हैं तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आपके पास एक PID कंट्रोल तर्क पर निर्भर नहीं करता है जब आपके पास एक प्रक्रिया है जहां आपका इनपुट u है और आपका आउटपुट y है तब u का उपयोग करके आप y को कंट्रोल करना चाहते हैं और जब आप एक पारंपरिक PID प्रकार के कंट्रोल का उपयोग करते हैं और चलिए हम कहते हैं कि आपका प्रोसेस मॉडल पर निर्भर करता है इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा वर्तमान मूल्य क्या है और वांछित मूल्य क्या है और PID कंट्रोल नियम या तो एक आनुपातिक कार्रवाई या एक आनुपातिक अभिन्न कार्रवाई या आनुपातिक अभिन्न और व्युत्पन्न कार्रवाई करेगा इसलिए यह परवाह नहीं करता है कि u और y के बीच वास्तविक संबंध क्या है जब तक आप जानते हैं कि लाभ के संदर्भ में यह संबंध एक सकारात्मक प्रभाव या एक नकारात्मक प्रभाव रखते हैं नियंत्रक ठीक काम करेगा अब हम मॉडल आधारित नियंत्रण आउटपुट और इनपुट के बीच के मॉडल पर निर्भर है तो इस बारे में क्या धारणा है तो इसके लिए आइए हम देखें कि एक कंट्रोल सिस्टम कैसे दिखता है तो आमतौर पर आपके पास यह प्रक्रिया मॉडल है जो इनपुट से आउटपुट में जा रहा है तो Gp मुझे बताता है कि अगर मैं अपना इनपुट बदलता हूं तो मेरा y कैसे बदलता है नियंत्रण के मामले में यह बिल्कुल विपरीत है PID कंट्रोलर या मॉडल आधारित कंट्रोलर मेंकंट्रोलर के लिए इनपुट प्रक्रिया का आउटपुट है इसलिए यदि आप कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं तो आपका इनपुट y है और कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट मैनिपुलेटेड इनपुट है तो यह आपकी प्रक्रिया का बिल्कुल उल्टा नक्शा है सबसे अच्छे नियंत्रण कानून को हल करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि y yसेट हो और मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कितना u उपयोग करना चाहिए तो यह इस मॉडल को बदलने के समान है इसलिए यदि मैं Gp 1 लेता हूं तो यह मुझे बताने जा रहा है कि मेरे u को ysetमान के लिए क्या रूप लेना चाहिए इसीलिए जब आप एक मॉडल आधारित नियंत्रण कहते हैं यह नियंत्रण कानून है जो Gp 1 का उपयोग करने जा रहा है तो भले ही मैंने कहा कि यह Gp का उपयोग करता है यह मॉडल वास्तव में मॉडल के व्युत्क्रम का उपयोग करता है क्योंकि आदर्श नियंत्रक मॉडल प्रक्रिया मॉडल का व्युत्क्रम है आप y से u में जाना चाहते हैं और प्रक्रिया मॉडल u से y तक है इसलिए जब आप इस तरह के नियंत्रण कानून Kc से गुणा करता है या इसका पूर्णांक लेता है और इसे KcτI द्वारा गुणा करता है तो यह एक सार्वभौमिक नियंत्रण कानून है और जैसा कि आप प्रक्रिया की जानकारी का उपयोग कर रहे हैं आप देखेंगे कि PID कंट्रोलर की तुलना में अधिकांश मामलों में प्रदर्शन बेहतर होगा इसलिए कई ऐसी मॉडल आधारित एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी हैं हम उन स्ट्रेटजी में से केवल 2 पर ध्यान केंद्रित करेंगे मैं उनका चयन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वे मॉडल आधारित एडवांस कंट्रोल के रूप में बहुत लोकप्रिय हैं और उन दोनों का व्यवसायीकरण किया गया है और इन दोनों एडवांस कंट्रोलर के बहुत सारे औद्योगिक अनुप्रयोग या औद्योगिक कार्यान्वयन हैं इस लिए हम इन दोनों नियंत्रण रणनीतियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे एक इंटरनल मॉडल कंट्रोलर के रूप में जानी जाती है इसलिए जब हम मॉडल आधारित नियंत्रण करना चाहते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम कहते हैं कि यह आपकी प्रक्रिया है जो u से y तक जाती है और मैं इसके या सर्वो नियंत्रण में काम कर रहे हैं इसलिए यदि आप y 1 है तो इसका क्या मतलब है अगर मैं ysetमें एक स्केचिंग देता हूं तो मेराy पूर्ण रूप से ysetका पालन करने जा रहा है भले ही मैं इसे थोड़ा अलग तरह से चित्रित कर रहा हूं लेकिन वे वास्तव में एक दूसरे का अनुसरण करते हैं इसलिए यह y है तो आपने अपना सर्वो कंट्रोल प्राप्त कर लिया है आपने अपने y को वर्तमान मूल्य से नए ysetपर स्थानांतरित कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यह एक तात्कालिक नियंत्रण है PID नियंत्रण में यह संभव नहीं था PID नियंत्रण में भले ही आप yset मैं एक स्टेप चेंज दिया था परंतु आपका वास्तविक आउटपुट वर्तमान मूल्य से अंतिम वांछित मूल्य तक जाने के लिए कुछ समय लेता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कंट्रोलर पैरामीटर क्या है तो आप देख सकते हैं कि यह आपके पारंपरिक PID कंट्रोलर की तुलना में बहुत बेहतर है क्योंकि आप प्रक्रिया की जानकारी का उपयोग कर रहे हैं आप सटीक रूप से जानते हैं कि आपका सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया देने वाला है या सटीक इनपुट क्या है जो मुझे वांछित आउटपुट देने जा रहा है तो यह इतनी अच्छी रणनीति है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते क्योंकि व्यावहारिक क्रियान्वयन के मामले में कुछ सीमाएं हैं इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम ज्ञान का उपयोग कर रहे है कि Gp ज्ञात है तो इसकी सीमाएँ क्या हैं तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है Gp बिल्कुल सही रूप से ज्ञात है अगर Gp बिल्कुल सही रूप से ज्ञात है तो आप Gp 1 को भी बिल्कुल सही रूप से से ज्ञात कर सकते हैं और फिर आप एक पूर्ण नियंत्रण ले सकते हैं और एक तात्कालिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं अब जब आप एक वास्तविक प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो आपके पास शायद ही इस प्रक्रिया के लिए एक मॉडल होगा या ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो वास्तविकता को पकड़ सके तो उस स्थिति में आपके पास जो भी Gp या प्रक्रिया मॉडल है वह वास्तविक व्यवहार का एक अनुमान है उसके कारण आपके पास एक आदर्श मॉडल कभी नहीं होगा इसलिए सही मॉडल उपलब्ध नहीं है तो यहाँ Gp को ठीक से ज्ञात करने की आवश्यकता है इसलिए आदर्श मॉडल की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर संभव नहीं होता है और अंत में आपके पास जो होता है उसे प्लांट मॉडल मिसमैच के रूप में जाना जाता है तो अगर ऐसा है तो आपका ओपन लूप कंट्रोल काम नहीं करेगा क्योंकि यह मान लेंगे कि प्रक्रिया एक निश्चित संबंध का अनुसरण करने वाली है परंतु वास्तविकता में वास्तविक सिस्टम उस संबंध का अनुसरण नहीं करता है इसलिए इस प्लांट मॉडल के मिसमैच की आवश्यकता है या क्यों फीडबैक की आवश्यकता है इसलिए जब हमने फीडबैक कंट्रोल और इसकी मजबूती के बारे में बात की तो इसका मुख्य कारण पता चलता है कि जब तक आपके पास एक सिस्टम से फीडबैक नहीं होता तब तक आप नहीं जानते कि आप सही कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं इसलिए फीडबैक की कमी के कारण ओपन लूप कंट्रोल कभी भी प्लांट मॉडल मिसमैच प्रक्रिया है फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेड टाइम है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि मैं वर्तमान मूल्य से पहले td times एक एक्शन लेना चाहता हूं तो यह u की गणना करने के लिए मैं भविष्य समय पर आउटपुट के डेरिवेटिव और भविष्य समय पर आउटपुट का मान भी चाहता हूं इसलिए चूंकि प्रक्रिया भविष्य के उस विशेष समय तक नहीं पहुंची है इसलिए कोई तरीका नहीं है कि मैं इस जानकारी का उपयोग कर सकूं और मैनिपुलेटेड वेरिएबल की गणना कर सकूं तो यह व्यावहारिक रूप से असंभव है यह सच है क्योंकि FOPDT क्या है फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेड टाइम मॉडल मैं एक निश्चित इनपुट मूव करता हूं जब तक कि td समय खर्च न हो तब तक आउटपुट कोई असर नहीं दिखाने वाला है अगर यह सच है तो मेरे पास मेरा आउटपुट नहीं हो सकता है जो कि बिल्कुल सही रूप से या तुरंत सेट प्वाइंट का अनुसरण करता है आपके सिस्टम को इनपुट पर प्रतिक्रिया देने से पहले आपको एक निश्चित समय तक इंतजार करना होगा इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपने सिस्टम को तात्कालिक बना सकें या मॉडल आधारित नियंत्रण होता है तो आप एक तात्कालिक नियंत्रण नहीं रख सकते हैं मेरे कहने का मतलब है कि जो भी गणितीय रूप आपको मिलता है उसे व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपको प्रक्रिया के भविष्य मूल्यों की आवश्यकता होती है तो यह एक उदाहरण है कि यदि आपके पास डेड टाइम है तो आप मॉडल को उल्टा नहीं कर सकते इसी तरह आप विश्लेषण कर सकते हैं कि यदि आपके पास व्युत्क्रम प्रतिक्रिया या दाहिनी आधे प्लेन पर शून्य है तो आप उस विशेष मॉडल को पलट नहीं सकते तो यह खुले लूप नियंत्रण की सीमा है कि आपके पास एक प्रक्रिया मॉडल नहीं हो सकता है जो कि व्युत्क्रमित किया जा सकता है तो उस स्थिति में आपका सिस्टम आपको तात्कालिक नियंत्रण नहीं दे सकता है एक अन्य सीमा तब है जब आप ट्रांसफर फ़ंक्शन का उलटा लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसफर फ़ंक्शन उचित नहीं हो सकता है इसलिए Gp 1 उचित नहीं हो सकता है उचित ट्रांसफर फ़ंक्शन से मेरा क्या मतलब है एक ट्रांसफर फंक्शन तो आप देख सकते हैं कि अंश के पास τ2 है लेकिन विभाजक के पास 0 है अंश के पास s2 है 2 की डिग्री के रूप में है लेकिन विभाजक के पास 0 है इसलिए कोई भी भौतिक नियंत्रक आपको इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन उचित है तो आप अपना प्रोसेस ट्रांसफर फंक्शन वह हिस्सा है जो व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है और फिर आपके कंट्रोल के रूप में आप व्युत्क्रमित भाग को व्युत्क्रमित करते हैं तो आप इसे लेते हैं और आप केवल फ़िल्टर जोड़ते हैं यह आपका कंट्रोलर बन जाता है जो यहाँ q के रूप में संदर्भित होगा तो आप केवल उस हिस्से को लेते हैं जो व्युत्क्रमित है इसे व्युत्क्रमित करें और फिर इसमें एक फिल्टर जोड़ें अब हमने देखा है कि यहां कुछ सीमाएँ हैं और ज्यादातर वे इस तथ्य से आते हैं कि इस खुले लूप नियंत्रण में कोई फीडबैक नहीं है विक्षोभ के संदर्भ में यदि कोई अज्ञात विक्षोभ सिस्टम को प्रभावित करता है तो कोई उपाय नहीं है जिससे यह खुला लूप नियंत्रण को संभाल सकने में सक्षम होगा तो इसे संतुष्ट करने के लिए इन सीमाओं से छुटकारा पाने के लिए इसका व्यावहारिक कार्यान्वयन इंटरनल मॉडल कंट्रोल या IMC के रूप में जाना जाता है तो हम IMC में क्या करते हैं प्रेरणा यह है कि फीडबैक की कमी के कारण आपका ओपन लूप कंट्रोल प्लांट मॉडल मिसमैच को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है इसलिए आप सिस्टम में फीडबैक देते हैं तो आप क्या करते हैं हम कहते हैं कि यह आपकी प्रक्रिया Gp है जो u से y तक जाती है और Gp वास्तविक प्रक्रिया है आपके पास इसके लिए ट्रांसफर फ़ंक्शन हो दूसरे सकता है या आपके पास इसके लिए ट्रांसफर फ़ंक्शन नहीं हो सकता है लेकिन आपके पास प्रक्रिया का निरूपण हो सकता है तो हम कहते हैं कि आपके पास उस प्रक्रिया का एक मॉडल है जिसे हम इसलिए जब भी आप प्रक्रिया को कुछ इनपुट देते हैं आप गणना करते हैं कि अगर यह प्रक्रिया का मॉडल होता तो आउटपुट क्या होगा तो यह ध्यान में रखता है कि क्या प्लांट और मॉडल जो आप नियंत्रण के लिए उपयोग करने जा रहे हैं के संदर्भ में कोई अंतर है यह किसी भी विक्षोभ जो प्रभावित कर रहा था का भी ध्यान रखता है जो मॉडल का हिस्सा नहीं था और आप दोनों के बीच अंतर करते हैं इसलिए आप इसे धनात्मक और इससे नकारात्मक के रूप में लेते हैं इसलिए आप वास्तविक आउटपुट और अनुमानित आउटपुट के बीच का अंतर लेते हैं और फिर आप जो कुछ भी आपका सेट पॉइंट है उसके संदर्भ में फीडबैक का उपयोग करते हैं और तब यह आपका मॉडल आधारित नियंत्रक q है और यह आपको u देगा तो जिस तरह से हमने q के लिए ठीक किया जाएगा

तो आप देखेंगे कि वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के बीच इस तरह के फीडबैक को शामिल करके आप अभी भी कंट्रोलर की गणना करने के लिए प्रक्रिया के मॉडल का उपयोग कर रहे हैं और यह ओपन लूप कंट्रोल है तो एक वांछित मान होने के साथ साथ अनुमान और मॉडल के बीच त्रुटि होगा और यह डिस्टरबेंस ट्रांसफर फ़ंक्शन है तो यह आपके PID नियंत्रण कानून के रूप में है जो कि आपका मॉडल आधारित कंट्रोलर है और यह इन कारकों Gp - को भी शामिल करता है जो प्लांट मॉडल मिसमैच को पकड़ता है इसलिए यदि आपका मॉडल सही तरीके से प्लांट को पकड़ता है जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है लेकिन यदि यह संभव है तो यह पद दूर हो जाएगा और आपका संपूर्ण नियंत्रण कानून यह है कि इस प्रणाली के स्थिर होने के लिए आपको जरूरत है कि बस आपकी प्रक्रिया स्थिर होनी चाहिए जब तक आपकी प्रक्रिया स्थिर होती है तब तक आपका नियंत्रक स्थिर रहता है जो पुनः PID नियंत्रण के मामले में ऐसा नहीं था जिसे हमने देखा कि डेड टाइम है हम इस IMC नियंत्रण को कैसे लागू करते हैं ऐसे कई तरीके हैं जिनमें इस IMC नियंत्रण को लागू किया जा सकता है मैं आपको एक सरल तरीका दिखाऊंगा जिसमें IMC नियंत्रक को लागू किया जा सकता है वह है संरचना को एक तुल्य PID नियंत्रण में परिवर्तित करके इसलिए हम वही संरचना ले सकते हैं जो हमारे पास पहले थी इसलिए IMC को PID के रूप में लागू किया गया तो यह आपकी प्रक्रिया Gp है यह आपको y देता है आपके पास यह भी है जो अनुमान है आप इन दोनों के बीच अंतर करते हैं तो यह आपका सेट बिंदु है मैं इसे yset कहता हूं और फिर आपके पास यह नियंत्रक q देने जा रहा है तो यह y है यह इसलिए हम इसे यहाँ दिखाने के बजाय इसे दूसरी तरफ पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं मैं इसे इस दिशा में दिखा सकता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक और अब आपके पास क्या है यह यहाँ घट रहा है तो यह है और यह है इसलिए यहां एक घटाव है और दूसरा घटाव यहां है इसलिए अगर मैं इस को सीधे यहां लाना चाहता हूँ तो मैं इसे इस विशेष भाग में जोड़ सकता हूँ इसलिए मैं इसे यहाँ से काट सकता हूँ और अगर मैं इसे यहाँ रखूँ तो यह है तो मेरे पास बस एक यहाँ हो सकता है तो अगर समान संरचना को मैं बस पुनर्व्यवस्थित करता हूं जो मुझे मिलता है वह इस तरह की संरचना है तो क्या आप यहाँ कुछ नोटिस कर सकते हैं हमने जो किया है यह IMC के बराबर है इसलिए जैसा कि मैंने पहले दिखाया यह अभी भी IMC है मैंने आउटपुट को बदले बिना ब्लॉक आरेख को फिर से व्यवस्थित किया है और जो आपको मिल रहा है वह कंट्रोलर ट्रांसफर फ़ंक्शन मिलती है और फिर आपका कंट्रोलर त्रुटि तो IMC कंट्रोलर के लिए यह Gc है और अगर आप को देखना चाहते हैं कि यह IMC कंट्रोलर एक PID कंट्रोलर का एक रूप होना चाहिए तो मैं बस इसे Kc के बराबर कर सकता हूं और यदि मैं IMC कंट्रोलर को PID के रूप में प्राप्त करने के लिए इन दोनों की तुलना करता हूं तो आपको क्या मिलेगा आप बस इन दोनों की तुलना कर सकते हैं और यह आपको विशेष प्रक्रिया के लिए Kc τI and τD का मान देगा तो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि यदि आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेड टाइम प्रोसेस है तो आपको क्या मिल जाएगा Kc इस रूप में τI इस रूप में और τD इस रूप में तो आप जो अनिवार्य रूप से कर रहे हैं यदि आप ट्यूनिंग मापदंडों के इन मूल्यों के साथ एक PID कंट्रोलर का उपयोग करते हैं तो वह PID कंट्रोलर IMC कंट्रोलर के रूप में काम करेगा और यह अभी भी एक मॉडल आधारित कंट्रोलर क्यों है क्योंकि Kc τ td और Kp पर निर्भर करता हैजो मॉडल पैरामीटर हैं आपका τI τ का एक फ़ंक्शन है जो एक मॉडल पैरामीटर भी है तो यह अभी भी एक मॉडल आधारित नियंत्रण है केवल एक चीज यह है कि आप इस IMC को एक PID कंट्रोलर के रूप में लागू कर रहे हैं तो यह IMC को लागू करने का एक तरीका है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि IMC को लागू करने का एकमात्र तरीका है जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप प्रक्रिया के बारे में कुछ धारणाएं बना रहे हैं IMC की प्रभावशीलता थोड़ी सीमित हो सकती है लेकिन आपको जो लाभ के रूप में जाना जाता है धन्यवाद